दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है हम अभी भी माइक्रोवेव रेडिएशन के मूल सिद्धांतों को जारी रख रहे हैं तो हमने पहली कक्षा में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में इनहोमोजेनियस हेल्म्होल्त्ज़ एक्वेशन देखा अब हम एक सरल तरीके से इसका समाधान निकालेंगे पहले हम एक धारा वितरण पर विचार करेंगे जो बहुत आधारभूत है लेकिन जो प्रकृति में बहुत काल्पनिक है जिसे हर्ट्ज़ियन डायपोल या इलेक्ट्रिक हर्ट्ज़ियन डायपोल कहा जाता है यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल है यह एक धारा तत्व भी कहलाता है इसके कई नाम हैं अब यह वास्तव में एक काल्पनिक है क्योंकि पहले मुझे उस धारा तत्व का चित्र बनाने दें जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है कि कार्तीय निर्देशांक में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और धारा घनत्व वेक्टर का समन्वय होता है इसलिए कार्तीय निर्देशांक में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को निकालना आसान होता है इसलिए मैंने एक कार्तीय निर्देशांक बनाया है हम देखते हैं कि यह मेरी z दिशा है यह मेरी बाएं हाथ की प्रणाली है अब यहाँ पर धारा तत्व केंद्र में उपस्थित है यह बहुत पतला है इसकी लंबाई अनंत दशमलव है यह बहुत पतली धारा है लेकिन इसमें एक धारा I प्रवाहित हो रही है तो यह आम तौर पर हमेशा Idl के रूप में लिखा जाता है जिसका मतलब है I धारा है और dl इसलिए I का आयाम और कला पूरे क्षेत्र में एक समान है लेकिन किनारे पर पहुंचने के बाद I नहीं है आप जानते हैं कि इस प्रकार की चीज व्यवहार में मौजूद नहीं हो सकती है कि मैं कैसे इस धारा तत्व को रखूंगा लेकिन हम देखेंगे कि विकिरण को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि इस प्रकार के धारा तत्व से होने वाले जो विकिरण होते है वो सभी प्रकार के एंटीना विकिरणों में मौजूद रहते है और साथ ही हम वास्तव में एक वितरित रेडिएटर को विभक्त कर देंगे क्योंकि सभी रेडिएटर वितरित एंटीना वितरित संरचना हैं और उन्हें इन धारा तत्वों में तोड़ा जा सकता है और इसीलिए यह मौलिक है तो हम मानते हैं कि यह I ओमेगा आवृत्ति की समय के साथ परिवर्तित धारा है और हम मानते हैं कि हम इसे क्षेत्र के एक बिंदु r पर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आम तौर पर क्षेत्र बिंदु हमेशा गोलाकार निर्देशांक r theta phi में निर्दिष्ट होते हैं इसलिए एक बिंदु P पर हम यह जानना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि यह बिंदु P पर रेडियल वेक्टर की दिशा है a θ सदिश की दिशा इस तरह होगी और a ϕ सदिश इस समतल के बाहर ऑर्थोगोनल है तो आइए हम इस विकिरण पर विचार करें तो धारा का एक छोटा पतला फिलामेंट मूल बिंदु z अक्ष के साथ स्थित है तो अब हम कह सकते हैं कि तब धारा घनत्व क्या होगा यह Jz गुणा az होगा और हमने पाया है कि ये मान Idl गुणा az है अब यह स्रोत वितरण यदि हम देखते हैं यह स्रोत वितरण निश्चित रूप से गोलाकार समरूपता में है क्योंकि इस स्रोत में कोई theta या phi में परिवर्तन नहीं है सभी theta या phi में एक समान है निश्चित रूप से r में कुछ परिवर्तन है इसलिए हम कह सकते हैं और हम पहले ही निकाल चुके है कि जो स्रोत आप हमें बता सकते हैं वो धारा धारा घनत्व सदिश z निर्देशित है इसलिए हम कह सकते हैं कि A भी z निर्देशित मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A होग यह भी होगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल Az होगा और समरूपता से मैं कह सकता हूं कि Az r के शब्दों में होगा और Az theta या phi के शब्दों में नहीं होगा क्योंकि स्रोत गोलाकार सममित है एक बार जब मैं लिख सकता हूं तो मेरा समीकरण क्या होगा यह लाप्लास समीकरण Del मुझे इस समीकरण को हल करना होगा तो मैं तुरंत गोलीय निर्देशांक में डेल स्क्वायर समीकरण लिख सकता हूं तो मैं 1 भाग r स्क्वायर डेल डेल r r स्क्वायर डेल Az डेल r प्लस k नॉट स्क्वायर Az लिखूंगा यहाँ आप जानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल एक्वेशन में पहले हम होमोजेनियस एक्वेशन को हल करते हैं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल एक्वेशन जो हमें सामान्य हल देती हैं और फिर हम उस विशेष हल में जोड़ते हैं तो उस समय स्रोत मान यानि की J का मान लगाकर करेंगे तो पहले हम हल के होमोजेनियस भाग को करते हैं यह आप डिफरेंशियल एक्वेशन के हल निकालने के अपने ज्ञान से जानते हैं अब जैसा कि आप जानते हैं कि हल दूसरे क्रम के डिफरेंशियल एक्वेशन में हम पहले हल ढूंढते हैं इसलिए हल स्पष्ट रूप से होगा तो Az r के शब्दो में है आइए उस कार्यात्मक निर्भरता को 1 भाग r और psi को एक सतत मान से रखते है इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पा सकते हैं कि del z के बजाय मैं d Az लिख सकता हूं क्योंकि यह केवल r के शब्दो में है तो dz dr होगा यह साधारण गणित है जिसे आप अपनी योग्यता से कर पाएंगे इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि r square dAz by dr यह r dψ by dr minus psi होगा फिर डेल r r स्क्वायर dr जो कुछ प्रतिस्थापन के बाद होगा मैं यह नहीं कर रहा हूं यह सरल है आप ऐसा करिये क्योंकि यह एक केवल एक चर पर निर्भर है तो हम यह कह सकते हैं कि यह 1 by r square del r r square del Az del r जो 1 by r d square by dr square के बराबर होगा इसलिए हमें एक हिस्सा मिला है अब हम इसे डालते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 by r d square psi dr square plus या हम इसे d square phi d r square plus k0 square phi को जीरो के बराबर लिख सकते हैं तो यह एक साधारण अदिश द्वितीय क्रम की समीकरण है इसलिए डिफरेंशियल समीकरण इसलिए हम सभी अपने कॉलेज के दिनों से इन हलों को जानते हैं यह सरल दोलन गति का हल है तो हल क्या होगा हम जानते हैं कि phi C1 e to the power minus j k not r plus C2 e to the power plus j k not r के बराबर होगा यह दोनों समाधान संभव हैं यही कारण है कि हम इसे सुपरपोजिशन के रूप में लिख रहे हैं C1 और C2 अज्ञात हैं जिनके मान हमें निकालने है यह गणित है लेकिन भौतिकी कहती है कि इसमें से एक समाधान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक विकिरण ले रहा है इसलिए विकिरण का अर्थ है ऊर्जा का परिवहन इसलिए स्रोत से अनंत दूरी पर क्षेत्र का मान शून्य पर जाना चाहिए तो इनमें से वास्तव में क्या है अगर मैं phi चुनता हूं तो C2 e to the power plus j k not r आपको पता है कि यह एक तरंग है जो अंदर आ रही है और यदि मैंने r को अनंत रखा है तो इसका मान अनंत हो जाता है तो विकिरण की स्थिति यह कहती है कि यह संभव नहीं है इस तरंग कोई भी तरंग जो अनंत से यहाँ आ रही है उसका अनंत मान होना चाहिए तो यह संभव नहीं है तो यह समाधान संभव नहीं है तो स्वीकार्य समाधान है अब यह एक फेज़र समाधान था इसलिए अगर अब हम समय में परिवर्तन लिखते हैं तो यह C1 e to the power minus j k not r plus j omega t होगा और पहले से ही अगर आपको याद है कि जब हम तरंग संख्या k1 को परिभाषित करते हैं तो उस समय हमने कहा था कि किसी मुक्त स्थान के लिए k0 omegaगुणा μ 0 ϵ के वर्गमूल के बराबर होता है तो यह वास्तव में c है c मुक्त स्थान में प्रकाश की गति है तो उस संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि phi r t जो C1 e to the power j omega t minus r by c होगा तो यह निश्चित रूप से एक तरंग का एक समीकरण है एक तरंग जो बाहर की ओर जा रही है और बिंदु P तक पहुंच रही है मेरे रेखाचित्र में अवलोकन बिंदु P c भाग r समय की देरी से है तो यह phi जिसे रिटायर्ड पोटेंशियल कहा जाता है क्योंकि इस डेल्टा की वजह से यह पोटेंशियल समय से रिटायर हो रहा है तो यह एक तरंग का हल है और यहां अभी भी हमें C1 का मूल्य ढूंढना होगा इसलिए यदि हम समय परिवर्तन को हटा देते है और वापस देखते हैं तो हमारा Az क्या है हमने मान लिया है कि Az का हल psi भाग r के बराबर है तो अब हमें यह लिखना होगा कि Az C1 e to the power minus j omega r by c by r होगा या हमारे पिछले नामकरण के हिसाब से k minus j k not r by r के शब्दों में होगा यहाँ हम देखेंगे कि आमतौर पर समय के शब्दों में हम सभी इस k नॉट को omega by c के रूप में लिखते हैं लेकिन ऐन्टेना बोल चाल में हम देखेंगे कि इस वेव नंबर डोमेन के कुछ फायदे हैं इसलिए जब हम फेज़र डोमेन में पसंद करते हैं जिसे हम विकिरण चीजों से सम्बंधित मानते हैं लेकिन अगर हम समय के डोमेन में मानते हैं तो हम आम तौर पर इस संबंध ओमेगा को वापस लाते हैं तो यह Az का हल है यह C1 अभी तक इसका पता नहीं चल सका है इसका मतलब है कि यह होमोजेनियस भाग या डिफरेंशियल एक्वेशन के सामान्य हल का हल है अब हमें इस C1 को निकालने के लिए विषमरूप भाग को हल करना होगा तो हमने क्या किया है धारा तत्व से हमें पता चला कि यह धारा की दिशा है इसलिए जैसा कि हमने पाया कि वेक्टर पोटेंशियल भी z निर्देशित होगी हम मानते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल कुछ सतत मान है जिसके द्वारा हमने पाया कि यह तरंग समीकरण को संतुष्ट करता है इसलिए हमने दो हलों में से हल निकाले हैं एक तो हमारे पास भौतिक स्थिति विकिरण की स्थिति है जिसे हमने छोड़ दिया है हमने वैध हल रखा है और हमने सामान्य हल निकाल लिया है अब हमें C1 के मूल्य को इनहोमोजेनियस भाग में रखना होगा और यही हमारी बात होगी तो आगे हम इनहोमोजेनियस हल के भाग को निकाल रहे हैं तो समीकरण क्या है इनहोमोजेनियस एक्वेशन लिखते हैं यह हमारा आप जानते इनहोमोजेनियस एक्वेशन हैं अब हम क्या करते हैं आप देखते हैं कि हमारा हल क्या था Az यहां एक समस्या यह है कि अगर हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि Az का मान क्या है जब r का मान 0 के बराबर है यह 0 से विभाजन का मामला है क्योंकि psi एक गैर शून्य है ठीक है तो साई फ़ंक्शन गैर शून्य है और r शून्य है तो यह सभी विद्युत क्षेत्रों चुंबकीय क्षेत्रों में होता है आपने देखा है कि जब r शून्य के बराबर है तो हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं लेकिन स्रोत या वास्तव में हम इसे विलक्षणता कहते हैं जो कि वहां मौजूद स्रोत की ताकत है जो कि छूट जाएगी यदि हम r 0 बिंदु पर विचार नहीं करते हैं तो वेव आउट क्या है हम उस स्रोत के चारों ओर बहुत कम विस्तार में देखते हैं जो बिल्कुल r के बराबर नहीं हैं लेकिन हम जानते हैं कि r के बहुत निकट हैं यदि हम स्रोत को घेर सकते हैं तो हमें इसके विकिरण प्रभाव प्राप्त होंगे जिसका अर्थ है स्रोत का प्रभाव इसलिए यही कारण है कि हम वास्तव में स्रोत की ताकत निकालना चाहते हैं हम ऐसा करते हैं कि हम इस स्केलर समीकरण स्केलर हेल्महोल्त्ज़ समीकरण के दोनों पक्षों का छोटे गोलीय आयतन की त्रिज्या r के सापेक्ष समाकलन निकालते हैं तो इसका मतलब है अगर हमारे पास यह धारा तत्व स्रोत है तो यह हमारा स्रोत Idl है इस पर हम गोलीय आयतन की त्रिज्या r0 रखते है हम इसे प्राप्त करते है और फिर हम r0 को शून्य पर ले जाने कि कोशिश करते हैं तो यह इस स्रोत का प्रभाव होगा तो यह विचार है तो हम जानते हैं कि हम डाइवर्जेन्स प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं और Del square Az क्या है Del square Az कुछ भी नहीं है यह लाप्लासियन है तो Az एक अदिश राशि है उसके डाइवर्जेन्स का ग्रेडिएंट तो अब डाइवर्जेन्स प्रमेय का उपयोग करके मैं यह लिख सकता हूँ Del square Az dv del dot del Az dv के बराबर है और अब अगर मैं डाइवर्जेंस प्रमेय लागू करता हूं जो बंद सतह del Az dot ds होगी अब ds वेक्टर क्या है गोलाकार निर्देशांक में हम जानते हैं कि ds वेक्टर ar r0 square sin theta d theta d phi है इसलिए इन्हें स्केलर हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में डालने पर जो हम कर रहे हैं तो स्केलर हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का समाकलन करने पर हमारी वास्तविक समीकरण यह होगी यह एक आयतिय समाकलन होगा Del square Az dv plus k0 square dv minus 1 integration mu not Jz dv के बराबर होगी यह होमोजेनियस हेल्महोल्ट्ज़ एक्वेशन का समाकलन है अब हमने पहले ही सरलीकृत कर दिया है ये Del square Az dv वास्तव में सतही समाकलन होगा अब इस पद को Az dv देखें Az मुझे पता है कि यह क्या है C1 e to the power minus j k0 r by r r square sin theta d theta d phi dr यह हमारा गोलीय निर्देशांक में dv है r square sin theta d theta d phi dr है तो यह पद आप देखते हैं यह r के समानुपाती है तो आखिरकार जब मैं उस सीमा को r0 बराबर 0 रखूंगा तो यह r के समानुपाती है इसलिए यह 0 हो जाएगा इसलिए इस पद को मैं छोड़ सकता हूं इसलिए यह पद मैंने इसको 0 के बराबर रखा मैं इस पद को छोड़ रहा हूं आइए हम इस पद को देखें यह पद हमने देखा है यह पद कुछ भी नहीं है लेकिन क्योंकि मेरे पास केवल एक धारा तत्व I dl है इसलिए अगर मैं आयतन के हिसाब से इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा I dl और इसलिए यह पद पहले से ही मुझे मिल गया था तो यह पद भी मैंने हल कर दिया है अब इस पद मुझे इस पद में ओर हेरफेर करने दें यह पद क्या होगा यदि आप देखते हैं कि वास्तव में Del Az dot ar दूसरे पद बाद में आएंगे तो इसका मतलब क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन del Az del r मुझे Az का मान पता है C1 e to the power minus j k not r by r है इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे minus 1 plus j k0 r C1 e to the power minus j k0 r phi r square मिलेगा आप देखेंगे कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह यही होगा तो अब सब कुछ तैयार है मैं अब इसकी सीमा r0 की सीमा शून्य रख रहा हूं पहले से ही यह सतह समाकलित है तो मेरे पास होगा तो यह माइनस 1 plus j k0 r0 C1 e to the power minus j k0 r0 sin theta d theta d phi minus mu not Idl के बराबर होगा अब ये सभी सतत चीजें हैं तो sin theta d theta d phi और मुझे ये मान रखने होंगे तो phi 0 से pi होगा यह 0 से 2 pi होगा तो यह तब minus 1 plus j k0 r0 C1 e to the power minus j k0 r0 बन जाएगा और समाकलन से एक 2 pi और 0 से phi sin theta d theta और दूसरा 2 है तो इसमें 4 pi होगा अब अगर मैं इसे minus mu not Idl के बराबर रखूं तो लेकिन यहां एक सीमा है सब कुछ r0 शुन्य तक जाता है इसलिए यदि यह 0 पर जाता है तो यह पद रद्द हो जाता है तो यह पद इस चीज के साथ 0 हो जाता है तो मुझे अंतिम चीज़ minus 4 pi C1 मिलती है यह पद भी minus mu not Idl के बराबर है तो यह मुझे C1 का मान पता करने में मदद करती है यह mu not Idl भाग 4pi हैं तो अब हम प्राप्त कर सकते हैं कि Az का वास्तविक हल क्या है Az का मान mu not Idl by 4 pi e to the power minus j k not r by r के बराबर है तो आप देखते हैं कि यह C1 वास्तव में स्रोत की ताकत का दिखाता है Idl स्रोत की ताकत है ये सतत मान वगैरह हैं तो ये Az है तो अंत में हम कह सकते हैं कि हमने धारा तत्व के लिए वेक्टर A पाया जो कि mu not by 4 pi Idl e to the power minus j k0 r by r Az है तो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण इनहोमोजेनियस हेल्म्होल्त्ज़ एक्वेशन को हल करने से हम चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसे हम पा सकते हैं तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक धारा धारा तत्व जो y निर्देशित था तो यह Az उस समय Az के बजाय यह Ay होगा और यह Ay निर्देशित होगा अगर मेरे पास x दिशा में एक धारा तत्व है तो वहां उस दिशा में निर्देशित Ax होगा तो अब हम इसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं यह पता लगाना बहुत आसान है कि पहला परिभाषित समीकरण H था तो H क्या है H 1 by mu not Del cross A है तो अगर हम ऐसा करते हैं हम A को जानते हैं तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम H को ढूंढ सकते है और हम जान पाएंगे कि E क्या है यदि हम इस हल को मैक्सवेल एक्वेशन Maxwell's equation में डालते हैं तो E minus j omega A plus Del Del cross A by j omega mu epsilon मिलता है तो मुझे A पता है अतः हम E को प्राप्त कर सकते हैं या आप पहले H का पता लगा सकते हैं और फिर H को मैक्सवेल एक्वेशन Maxwell's equation में डाल सकते हैं जो आप कर सकते हैं या सीधे यहां से भी आप निकाल सकते हैं तो यह पूरी यात्रा है जिसे हम सभी विकिरण के लिए हल कर सकते हैं लेकिन हमने इनका मूल्यांकन नहीं किया है इसलिए हमें इसका मूल्यांकन करना होगा और हमें इसे क्षेत्र निर्देशांक के संदर्भ में व्यक्त करना होगा तो क्षेत्र निर्देशांक आमतौर पर गोलाकार होते हैं इसलिए हम आम तौर पर गोलाकार निर्देशांक में व्यक्त करते हैं और हम रूपांतरित करेंगे हम क्षेत्रों को खोजेंगे और इसके द्वारा हम संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं इसलिए हमने एक उपयोगी कार्य किया है अगली कक्षा में हम देखेंगे कि इन व्युत्पत्तियों का क्या महत्व है इस संभावित मार्ग के माध्यम से आते हुए हमने देखा कि हम इसे सरल बना सकते हैं क्योंकि धारा को जानते हुए दिए गए स्रोत धाराओं की दिशा को जानकर हम वेक्टर पोटेंशियल चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल से हम आसानी से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का पता लगा सकते हैं जो कि एंटीना द्वारा बिंदुओं पर विकिरत होता है इसलिए कुछ और उपाय हैं जिससे हम वास्तविक अभिव्यक्ति को लिख सकते हैं जो हम अगली कक्षा में लेंगे